नमस्कार तो इस सप्ताह में हमने कुछ टू पोर्ट पैरामीटर के बारे में चर्चा की ठीक है जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर और फिर एच पैरामीटर जी पैरामीटर फिर पिछले सत्र में हमने उन टी पैरामीटर के बारे में चर्चा की जो ट्रांसमिशन पैरामीटर हैं अब जब सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल है हम केवल एक टू पोर्ट नेटवर्क डालकर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में यह आवश्यक है कि पूरी प्रणाली को कई टू पोर्ट नेटवर्क में विभाजित किया जा सकता है और उन्हें या तो सीरीज पैरेलल या शायद कैस्केड गठन में कनेक्ट किया जा सकता है तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम विभिन्न टू पोर्ट नेटवर्क को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे और टू पोर्ट नेटवर्क की सीरीज पैरेलल या कैस्केडिंग जैसे विभिन्न टोपोलॉजिकल स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा तो हम नेटवर्क का इंटरकनेक्शन शुरू करते हैं तो जैसा कि हमने चर्चा की कि एनालिसिस और डिजाइन के उद्देश्यों के लिए बड़े जटिल नेटवर्क को सब नेटवर्क में विभाजित किया जा सकता है सब नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में मॉडल किया जा सकता है तो सब नेटवर्क जो हम बड़े और जटिल नेटवर्क से बनाते हैं हम उन्हें टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में परिवर्तित कर देंगे और हम उन्हें मूल नेटवर्क का प्रदर्शन करने के लिए इंटरकनेक्ट करेंगे तो अब हम कह सकते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क को बिल्डिंग ब्लॉक माना जा सकता है और इसे जटिल नेटवर्क बनाने के लिए इंटरकनेक्ट किया जा सकता है जैसा कि हमने चर्चा की कि इंटरकनेक्शन या तो सीरीज में पैरेलल या कैस्केड प्रारूप में हो सकता है अब यद्यपि परस्पर जुड़े नेटवर्क को 6 पैरामीटर सेटों में से किसी के द्वारा वर्णित किया जा सकता है वे क्या थे हमने z पैरामीटर के बारे में चर्चा की फिर हमने y पैरामीटर के बारे में चर्चा की फिर h पैरामीटर फिर g पैरामीटर फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर और उलटा ट्रांसमिशन पैरामीटर तो ये 6 पैरामीटर थे जो टू पोर्ट नेटवर्क पर आधारित थे जिन पर हमने अपने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की थी अब हम इन 6 पैरामीटर सेटों की मदद से किसी भी परस्पर जुड़े नेटवर्क का वर्णन कर सकते हैं लेकिन कुछ निश्चित सेट या पैरामीटर हैं जिनका एक निश्चित लाभ हो सकता है कैसे आइए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि नेटवर्क सीरीज में है तो टू पोर्ट नेटवर्क का अर्थ है जो भी सब नेटवर्क हमने बनाए हैं यदि ये सब नेटवर्क सीरीज में हैं तो उनके इंडिविजुअल z पैरामीटर बड़े के z पैरामीटर को देने के लिए जोड़ते हैं नेटवर्क उस स्थिति में जहां हम देखते हैं कि नेटवर्क सब नेटवर्क सीरीज में जुड़े हुए हैं बड़े नेटवर्क के समग्र पैरामीटर का पता लगाने के लिए z पैरामीटर का उपयोग करना बेहतर है इसी तरह जब टू पोर्ट नेटवर्क पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उस स्थिति में y पैरामीटर बड़े नेटवर्क के y पैरामीटर देने के लिए जोड़ सकते हैं कुछ कैस्केड नेटवर्क भी हो सकते हैं जहां एक नेटवर्क का आउटपुट अन्य टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट के रूप में जाता है उस स्थिति में बड़े नेटवर्क के ट्रांसमिशन पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल ट्रांसमिशन पैरामीटर को एक साथ गुणा किया जा सकता है अब ये 3 संयोजन जो सीरीज है सर्किट एनालिसिस के लिए पैरेलल और कैस्केड संयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं तो हम अब देखेंगे कि कैसे हम इन पैरामीटर का उपयोग कर सकते हैं जब हम विभिन्न नेटवर्क को या तो सीरीज पैरेलल या कैस्केड तरीके से इंटरकनेक्ट करते हैं तो चलिए पहले मामला लेते हैं कि नेटवर्क सीरीज से जुड़ा है तो यदि आप इन आकृति को देखते हैं तो हमारे पास दो नेटवर्क हैं a नेटवर्क है और दूसरा है नेटवर्क b अब ये दोनों सीरीज में हैं क्योंकि और के अलग अलग वोल्टेज पूर्ण नेटवर्क के वोल्टेज को देने के लिए जोड़ते हैं जो कि है इसके अलावा करंट जो नेटवर्क में बह रहा है नेटवर्क b में भी प्रवाहित होगा क्योंकि सीरीज नेटवर्क के मामले में सभी नेटवर्क के माध्यम से बहने वाला प्रवाह समान रहेगा तो यहां हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सीरीज में जुड़ा हुआ है क्योंकि आप पूर्ण नेटवर्क प्राप्त करने के लिए वोल्टेज जोड़ रहे हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुल वोल्टेज हम पहले नेटवर्क के लिए दोनों नेटवर्क के लिए इंडिविजुअल z पैरामीटर समीकरण लिखेंगे जो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसी तरह तो आप इस आकृति से देख सकते हैं कि यह इस नेटवर्क का Z पैरामीटर समीकरण होगा जो कि हमने अभी देखा था इसी तरह दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के लिए जो N b है हम लिख सकते हैं अब यदि आप इस आकृति को देखते हैं तो हम केवल यह कह सकते हैं कि चूंकि टू पोर्ट नेटवर्क सीरीज में जुड़े हुए हैं जिसका अर्थ है क्योंकि दोनों पोर्ट में समान करंट प्रवाहित होगी इसी तरह तो ये दो समीकरण हम इन चार समीकरणों को सरल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं जो हमने स्वतंत्र रूप से नेटवर्क a और नेटवर्क b के लिए लिखे थे चूँकि हम जानते हैं कि और हम प्राप्त करते हैं अब यदि आप इन 2 समीकरणों को देखते हैं जो आप लिख सकते हैं or संक्षेप में हम समग्र नेटवर्क के z पैरामीटर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं नेटवर्क a और b के इंडिविजुअल z पैरामीटर मैट्रिक्स का योग है तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि समग्र नेटवर्क के z पैरामीटर इंडिविजुअल नेटवर्क के z पैरामीटर के योग हैं तो अब हमने जो भी चर्चा की वह टू पोर्ट नेटवर्क के लिए थी हम इसे सब नेटवर्क के n सेट तक बढ़ा सकते हैं जो सिस्टम के समग्र नेटवर्क का हिस्सा है अब यदि टू पोर्ट नेटवर्क को किसी अन्य पैरामीटर का उपयोग करके एच पैरामीटर कहा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं चूँकि हम जानते हैं कि नेटवर्क सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आइए हम h पैरामीटर को पहले अलग अलग नेटवर्क के z पैरामीटर में परिवर्तित करते हैं और फिर नेटवर्क के समग्र z पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए z पैरामीटर के योग का उपयोग करते हैं और फिर जब हम एक सीरीज नेटवर्क के लिए सर्किट के सभी पैरामीटर को प्राप्त करते हैं जो कि समग्र नेटवर्क का z पैरामीटर है तो हम इस z पैरामीटर को फिर से h पैरामीटर में बदल सकते हैं यह किसी भी प्रकार के इंटरकनेक्शन के लिए लागू होता है जो हमारे पास नेटवर्क में हो सकता है तो वही शायद y या g या किसी अन्य पैरामीटर के लिए है जो आपको सब नेटवर्क से मिलता है तो आप पहले उन्हें z पैरामीटर में परिवर्तित कर सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं उन्हें और अंतिम z पैरामीटर मैट्रिक्स को h पैरामीटर मैट्रिक्स में वापस परिवर्तित किया जा सकता है अब हम दूसरे मामले पर विचार करते हैं जिसमें नेटवर्क पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो यहां हमारे पास नेटवर्क और नेटवर्क बी हैं तो ये पैरेलल में जुड़े होते हैं जब उनके पोर्ट वोल्टेज बराबर होते हैं और बड़े नेटवर्क के पोर्ट करेंट इंडिविजुअल पोर्ट करंट के योग होते हैं तो इसका मतलब है कि और दोनों सब नेटवर्क और पर लागू होते हैं अब इस मामले में सर्किट का एक सामान्य संदर्भ होना चाहिए तो इस मामले में यह दोनों सब नेटवर्क के लिए सामान्य संदर्भ है तो हम उन्हें एक साथ जोड़ देंगे ताकि हम समग्र नेटवर्क का सामान्य संदर्भ प्राप्त कर सकें तो जब आप उन सभी को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कॉमन नेटवर्क आप उन्हें एक साथ जोड़ देंगे ताकि नेटवर्क सब नेटवर्क पैरेलल में हो अब हमें क्या करना है हमें समग्र नेटवर्क के y पैरामीटर का पता लगाने के लिए y पैरामीटर समीकरणों का उपयोग करना होगा चूंकि ये 2 नेटवर्क पैरेलल हैं हम पहले y पैरामीटर समीकरणों का उपयोग करेंगे तो a नेटवर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं अब नेटवर्क b के लिए हम फिर से समीकरण लिख सकते हैं अब जब हम आंकड़ा देखते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि चूंकि दोनों नेटवर्क पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं तो अब यदि हम इन 2 समीकरणों में इंडिविजुअल करंट को मान देते हैं तो हमें क्या मिलेगा हम समग्र नेटवर्क के z पैरामीटर हैं or तो संक्षेप में हम लिख सकते हैं y पैरामीटर का समीकरण समग्र नेटवर्क इंडिविजुअल सब नेटवर्क के y पैरामीटर मैट्रिक्स का योग है समग्र नेटवर्क के y पैरामीटर को इंडिविजुअल नेटवर्क के इंडिविजुअल y पैरामीटर के योग के रूप में गणना की जा सकती है अब फिर से इसे टू पोर्ट नेटवर्क के किसी भी एन नंबर तक बढ़ाया जा सकता है जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं अब हम तीसरा मामला देखते हैं जहां नेटवर्क कैस्केड फैशन से जुड़ा हुआ है कैस्केड फ़ैशन का अर्थ है नेटवर्क आउटपुट को नेटवर्क बी के इनपुट के रूप में दिया जाता है तो यदि आप इस आकृति को देखते हैं तो हम कहते हैं कि करंट और समग्र वोल्टेज और समग्र नेटवर्क का करंट है और समग्र नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट करंट है अब जो कि नेटवर्क का आउटपुट है को इनपुट के रूप में दिया जाएगा जो कि नेटवर्क b के लिए है इससे हम जो कह सकते हैं तो आइए हम इन दो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए पहले नेटवर्क समीकरण लिखते हैं हम क्या लिख सकते हैं हम नेटवर्क के लिए लिख सकते हैं जैसे कि नेटवर्क के ABCD के बराबर इनपुट साइड वेक्टर है जो a नेटवर्क के लिए आउटपुट वेक्टर है इसी प्रकार नेटवर्क b के लिए भी हम को इनपुट b के रूप में लिख सकते हैं के वेक्टर आउटपुट वेक्टर द्वारा गुणा किए गए नेटवर्क b के लिए ABCD पैरामीटर के बराबर है अब आकृति से हम क्या देख सकते हैं हम कह सकते हैं कि इसी तरह इसी तरह आउटपुट साइड पर हम क्या लिख सकते हैं अब हमारे पास यह जानकारी है कि यदि हम इन दो समीकरणों को देखते हैं जो हम लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं चूंकि हम को जानते हैं लेकिन चूँकि अब तो आखिर हमें क्या मिलता है हम पाते हैं तो इसका मतलब है कि यदि नेटवर्क कैस्केड फ़ैशन से जुड़ा है तो समग्र नेटवर्क का ABCD पैरामीटर सब नेटवर्क के इंडिविजुअल ABCD पैरामीटर का V गुणन हो सकता है तो जब आप तुलना करते हैं संक्षेप में आप यह लिख सकते हैं T कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसमिशन पैरामीटर सही है जिसे ABCD पैरामीटर भी कहा जाता है यह मूल रूप से कैस्केड नेटवर्क के ट्रांसमिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है यही कारण है कि कैस्केड नेटवर्क के मामले में ट्रांसमिशन पैरामीटर को बहुत उपयोगी बनाता है एक बात जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम यहां जो मैट्रिक्स देख रहे हैं उसका गुणा उस क्रम में होना चाहिए जिसमें नेटवर्क N a और N b कैस्केड हो तो यदि b नेटवर्क का अनुसरण कर रहा है तो एक मैट्रिक्स गुणन होगा नहीं जब भी हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और यह कैस्केड टू पोर्ट नेटवर्क के एक सेट के रूप में जुड़ा होता है तो समग्र नेटवर्क का T पैरामीटर इंडिविजुअल सब नेटवर्क के सभी T पैरामीटर मैट्रिक्स का गुणन होगा तो अगर हम कहें कि एन टू पोर्ट नेटवर्क हैं जो समग्र बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं तो सभी एन टी पैरामीटर मैट्रिक्स को उस क्रम में गुणा किया जाएगा जिसमें कैस्केड नेटवर्क जुड़े हुए हैं अब हम अवधारणाओं को समझते हैं नेटवर्क का इंटरकनेक्ट जो हमने अब तक कुछ उदाहरणों की मदद से चर्चा की है अब इस मामले में एक टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर दिए गए हैं दूसरे नेटवर्क के जेड पैरामीटर को हमें पता लगाना होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं हम बस दूसरे दो के जेड पैरामीटर को ले सकते हैं पोर्ट नेटवर्क क्योंकि यह दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है जिसे आप देखेंगे और हम समग्र नेटवर्क के जेड पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए इन दो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं तो पहला काम यह है कि हम ऊपरी नेटवर्क के जेड पैरामीटर को जानते हैं इसके बाद हमें निचले नेटवर्क के जेड पैरामीटर का पता लगाना होगा अब यदि आप इस विशेष टू पोर्ट नेटवर्क की तुलना करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह टी नेटवर्क का एक रूप है तो हम केवल इस प्रकार के नेटवर्क के Z पैरामीटर को के रूप में लिख सकते हैं दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के मामले में हम कहते हैं कि यह Nb है हम Z पैरामीटर मैट्रिक्स को 10 के बराबर सभी एलिमेंट के रूप में संकलित कर सकते हैं और पहले टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमारे पास पहले से ही Z पैरामीटर हाथ में हैं ताकि हम कर सकें बस समग्र नेटवर्क का Z पैरामीटर प्राप्त करें तो हम क्या लिख सकते हैं लेकिन इनपुट पोर्ट पर भी और आउटपुट पोर्ट पर उपरोक्त दो संबंधों को z पैरामीटर के पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हुए हम प्राप्त करते हैं इसी तरह जेड पैरामीटर के दूसरे समीकरण में समान संबंधों का उपयोग करते हुए उपरोक्त दो समीकरणों का उपयोग करते हुए तो आप देख सकते हैं दिए गए सर्किट से आप उन्हें टू पोर्ट सब नेटवर्क में परिवर्तित कर सकते हैं और चूंकि इस मामले में नेटवर्क सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम बाय दिए गए उत्तर का पता लगाने के लिए जेड पैरामीटर का उपयोग कर सकते हैं यह विशेष उदाहरण है अब एक और उदाहरण लेते हैं जहां हमें सर्किट के वाई पैरामीटर का पता लगाने की आवश्यकता होती है तो यदि आप देखते हैं कि ये टू पोर्ट सब नेटवर्क पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम आसानी से वाई पैरामीटर का पता लगा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हम अलग अलग सब नेटवर्क के वाई पैरामीटर पा सकते हैं तो इंडिविजुअल सब नेटवर्क का मतलब है कि यह सब नेटवर्क है और दूसरा यह सब नेटवर्क है तो यदि आप वाई पैरामीटर के मामले में याद करते हैं कि हम वाई पैरामीटर के इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे संकलित करते हैं हम लिख सकते है इस प्रकार तो अब इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं जिसमें हमने विभिन्न टू पोर्ट नेटवर्क के इंटरकनेक्ट के बारे में चर्चा की है तो इस सत्र में हम कह सकते हैं कि विभिन्न टू पोर्ट पैरामीटर के बारे में जिन पर हमने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की है उनमें से किसी फैशन में भी इंटरकनेक्ट हो सकते हैं बड़े नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए धन्यवाद